नमस्कार और मॉड्यूल 1 यूनिट 11 में स्वागत करते हैं जो टेक्सोनोमी ऑफ लर्निंग के पहलुओं से संबंधित है आज हम मेटाकोग्निटिव नॉलेज को देखेंगे पहले की इकाई में हमने ज्ञान की श्रेणियों को परिभाषित करने की कोशिश की और हमने यह भी कहा कि इस ज्ञान की किसी भी प्रकार की पूर्ण श्रेणियों को प्राप्त करना बहुत कठिन है क्योंकि शब्द ज्ञान से संबंधित कुछ भी हो वह एक बहुत ही असभ्य दार्शनिक सवाल बन जाता है इसलिए हमने ज्ञान का एक परिचालन वर्गीकरण देने की कोशिश की हमने ज्ञान की चार सामान्य श्रेणियों के बारे में बात की और वे तथ्यात्मक ज्ञान वैचारिक ज्ञान प्रक्रियात्मक ज्ञान और अभिज्ञात ज्ञान हैं तो यह परिचालन रूप से सुविधाजनक माना जाता है और अगर कोई व्यक्ति ज्ञान की एक अलग श्रेणी के साथ आ सकता है तो यह भी ठीक है लेकिन इन चार श्रेणियों का उपयोग बड़े पैमाने पर ब्लूम टेक्सोनोमी में किया जा रहा है हमने पहले इकाई में संक्षिप्त रूप में चौथी श्रेणी मेटाकॉग्निटिव ज्ञान का उल्लेख किया है लेकिन हम अधिक से अधिक समय मेटाकॉग्निटिव ज्ञान पर ही बिताएंगे क्योंकि उससे शिक्षक सामान्य रूप से परिचित नहीं है आइए हम शिक्षा के सभी स्तरों पर मेटाकॉग्निटिव ज्ञान की प्रकृति और महत्व को समझते हैं स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक हालांकि हम विशेष रूप से उच्च शिक्षा के स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हैं अब मेटकॉग्निशन शब्द 1975 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक विकास मनोवैज्ञानिक जॉन फ्लेवेल द्वारा तैयार किया गया था उन्होंने शब्द मेटकॉग्निशन का उल्लेख किया है और बाद में कई लोगों ने इसके लिए परिभाषाएँ दी हैं एक परिभाषा दी गई है स्टीफन सीयू द्वारा किसी व्यक्ति की अपनी या अपने ज्ञान और सोच की प्रक्रियाओं के स्तर के बारे में जागरूकता एक व्यक्ति की जागरूकता मेटकॉग्निशन ज्ञान है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक शब्द मेटा है तो जाहिर है यह बिल्कुल संज्ञान नहीं है यह अनुभूति के बारे में अनुभूति है अब एक और तरीका यह है कि हम अपनी सोच के बारे में सोचें क्या हम अपनी खुद की सोच के पर्यवेक्षक बन सकते हैं यही मेटाकॉग्निशन है और मेटाकॉग्निशन हमारे अपने कौशल ज्ञान या सीखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है जाहिर है हमारे ज्ञान के स्तर या हमारी क्षमताओं तक पहुंचने की हमारी अपनी क्षमता किसी और सभी के लिए आवश्यक है यदि आपके पास वह ज्ञान नहीं है तो आपके जीवन में कई मुद्दे हो सकते हैं आइए हम देखें कि यह कैसे डायग्रामेटिकली प्रस्तुत किया जा सकता है उद्देश्य स्तर कॉग्निशन इसका मतलब है हम कॉग्निटिव गतिविधियाँ कर रहे हैं एक साधारण बात मैं एक समस्या को हल कर रहा हूं मैं कुछ समझ रहा हूं मैं कुछ कॉग्निटिव गतिविधि कर रहा हूं ये सभी उद्देश्य स्तर पर हैं और मेटा लेवल मेटेकॉग्निशन है तो आइए हम एक पुस्तक पढ़ने का एक बहुत ही सरल उदाहरण लें जब आप एक पुस्तक पढ़ते हैं तो आप स्पष्ट रूप से यह जांच लेंगे कि क्या आप जो पढ़ रहे हैं वह समझ पा रहे हैं जब हम जोर जोर से या मन में पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी हमारा ध्यान भटक जाता है लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसका अर्थ नहीं समझ रहा हूं इसका मतलब यह है मैं अपनी खुद की समझ अपनी स्वयं की कॉग्निटिव गतिविधि की निगरानी नहीं कर रहा हूं क्योंकि ध्यान भटक गया है इसलिए एक बार जब मुझे एहसास होता है कि मेरा ध्यान भटक गया है तो मैं वापस आ जाता हूं और मैं इसे फिर से पढ़ता हूं या बहुत अधिक विविधता के कारण स्थगित करने का निर्णय ले सकता हूं इसे निगरानी कहा जाता है इसलिए मैं जांच करता हूं कि मैं समझ रहा हूं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं आम तौर पर यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चल सकती है लेकिन कभी कभी इसकी सचेत रूप से निगरानी करनी पड़ती है यही मेटाकॉग्निशन बन जाता है जब मुझे एहसास होता है कि मेरा ध्यान खो गया है तो मैं क्या करूँ मैं किसी प्रकार का नियंत्रण या विनियमन करता हूं अब मैं एक पैराग्राफ को फिर से पढ़ सकता हूं या मैं बेहतर समझ सुनिश्चित करने के लिए धीमा पढ़ता हूं तो दो गतिविधियाँ हैं जो शामिल हैं एक निगरानी करना दूसरा नियंत्रण है और वह वस्तु स्तर और मेटा स्तर या कॉग्निशन स्तर या मेटाकॉग्निशन स्तर के बीच संबंध होगा यह डायग्राम बहुत ही सरल तरीके से मेटाकॉग्निशन और कॉग्निशन के संबंध को प्रस्तुत करता है अब आइए हम और उदाहरण दें मैं कब मेटाकॉग्निशन में व्यस्त हूं उदाहरण के लिए अगर मुझे लगता है कि मुझे A को B से सीखने में अधिक परेशानी हो रही है तो मुझे लगता है कि यह अधिक कठिन है इसलिए जब मैं यह नोटिस करता हूं मैं मेटाकॉग्निशन में व्यस्त हूं जो स्वाभाविक रूप से किसी के साथ भी होता है यदि मुझे यह ख्याल आता है कि C को एक तथ्य के रूप में स्वीकार करने से पहले मुझे C का दोहरा परीक्षण करना चाहिए तो यह मेटाकॉग्निशन है अगर मुझे पता है कि मुझे यकीन नहीं है कि प्रयोग करने वाला वास्तव में मुझसे क्या करवाना चाहता है किसी ने आपको प्रक्रियाएं दी हैं अब हम कहते हैं कि आपको यह प्रयोग इस तरह से करना है और मुझे यह समझ में आ रहा है लेकिन जब मैं प्रयोग करना शुरू करता हूं तो मुझे यकीन नहीं होता है तो हम क्या करे हम इसके परिणामस्वरूप कुछ गतिविधि करते हैं अगर मैं उसके परिणाम के बारे में कुछ नहीं कर रहा हूं तो मैं मेटाकॉग्निशन नहीं कर रहा हूं इसलिए अगर मुझे लगता है कि मुझे D का नोट बनाना चाहिए क्योंकि मैं भूल सकता हूं कई बार जब हम व्याख्यान को सुनते हैं तो हम नोट नोटबुक पर या तो एक छोटे वाक्यांश या कभी कभी पूरा वाक्य लिखेंगे तो मैं D का नोट बना रहा हूं क्योंकि यह सुनते समय ऐसा लगता है कि मैं समझ गया हूं लेकिन मुझे यह भी महसूस हो सकता है कि मुझे कुछ समय बाद यह बात याद नहीं रहेगी इसलिए मैं D का नोट बनाता हूं अगर मुझे लगता है कि मैं किसी से E के बारे में पूछना चाहता हूं यह देखने के लिए कि मुझे सही समझ लगा है उदाहरण के लिए मुझे लगता है कि मैं इसे समझ गया हूं लेकिन मैं इतना निश्चित नहीं हूं इसलिए मैं किसी और से पूछूंगा कि क्या मुझे सही समझ लगा है या नहीं इसलिए जब मैं इनमें से किसी भी गतिविधि या इस प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त हो रहा हूं तो मैं मेटाकॉग्निशन में व्यस्त हूं अब शराव के अनुसार मेटाकॉग्निशन के घटक इसमें दो तत्व हैं कॉग्निशन के बारे में ज्ञान कॉग्निशन का विनियमन ये दो गतिविधियाँ हैं जैसा कि हमने पहले डायग्राम में दो तीर की बात की थी कॉग्निशन का ज्ञान और कॉग्निशन का विनियमन ये दो विनियमन हैं जिन्हें हमने नियंत्रण कहा कॉग्निशन के बारे में ज्ञान को निगरानी कहा जाता है अब आइए पहले एक के बारे में विस्तार से जानें किसी के कौशल बौद्धिक संसाधनों और सीखने की क्षमता के बारे में ज्ञान जैसे कि क्या मैं अपने कौशल के स्तर अपने बौद्धिक संसाधनों सीखने की क्षमता के बारे में स्पष्ट हूं क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हैं हम एक जैसे क्यों नहीं हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हममें से प्रत्येक के पास एक अलग आनुवंशिक श्रृंगार है तो कुछ ऐसा है जो हमें प्रकृति द्वारा दिया गया है उसके शीर्ष पर हम में से प्रत्येक अपने स्वयं के अनुभवों के संयोजन के माध्यम से गुजरते है इस हद तक कि हम कहां हैं और हम क्या हैं कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं हैं इसलिए हमें अपने स्वयं के कौशल ज्ञान और क्षमताओं के स्तरों से अवगत होने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए मुझे समझने या उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए कि क्या मैं अपनी बौद्धिक शक्तियों और कमजोरियों को समझता हूं या नहीं समझता हूं इसका मतलब है एक व्यक्ति के रूप में किसी चीज़ को देखकर क्या मैं एक पद ले सकता हूँ क्या मैं अपनी बुद्धि शक्ति और कमजोरियों को समझता हूं या नहीं समझता हूं आप कह सकते हैं कि यह स्वयं की स्वयं के लिए मेटाकॉग्निटिव सूची की तरह है मुझे पता है या नहीं पता है कि किस तरह की जानकारी सीखना सबसे महत्वपूर्ण है मैं जानकारी व्यवस्थित करने में अच्छा अच्छा नहीं हूँ मैं जानता नहीं जानता हूँ कि शिक्षक मुझसे क्या अपेक्षा करता है उदाहरण के लिए हो सकता है कि मैं कक्षा में नहीं था जब शिक्षक ने कहा कि उसे मुझसे क्या सीखने की उम्मीद है या जब वह पेश कर रहा था तो मेरा ध्यान कहीं और चला गया इसलिए मुझे खुद को यह स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि शिक्षक मुझसे क्या सीखने की उम्मीद करता है तो कम से कम उसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई करना संभव है मैं जानकारी याद रखने में अच्छा अच्छा नहीं हूँ मैं कितना अच्छा सीख पाता हूं उस पर मेरा नियंत्रण है या नहीं है यह बिल्कुल नियंत्रण नहीं है मेरे पास जो भी ज्ञान है मुझे पता है कि मेरा नियंत्रण नहीं है या मेरा नियंत्रण है लेकिन मैं कैसे नियंत्रित करता हूं यह एक अलग मुद्दा है इस पर हम बाद में आएंगे मैं कितना अच्छा समझता हूं मैं इसका एक अच्छा फैसला कर सकता हूं या नहीं किसी की अपनी समझ को आंकने की यह क्षमतामेटाकॉग्निटिव ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और यदि ऐसा नहीं है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं उदाहरण के लिए दूसरी बात यह है कि मेटाकॉग्निटिव ज्ञान में मुझे कुछ सीखने की प्रक्रियाएं पता हैं और मुझे पता है कि उन सीखने की प्रक्रियाओं को कैसे लागू किया जाए और मुझे यह भी पता है कि विभिन्न स्थितियों में प्रक्रिया कब लागू करनी है इसलिए यहां उदाहरण हैं मैं उन रणनीतियों का उपयोग करने की कोशिश नहीं करता करता हूं जिससे मैंने अतीत में काम किए हैं ऐसा नहीं है कि मुझे इन रणनीतियों के बारे में पता नहीं है मुझे पता है मेरे पास कुछ रणनीतियां हैं और मैंने इसे पहले भी आज़माया है तो अब क्या होता है मुझे पता है कि यह मेरे लिए पहले काम करता था अब मैं जब काम कर रहा हूं मैं उन रणनीतियों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए मुझे स्पष्ट जवाब देने में सक्षम होना चाहिए जब कोई पूछता है कि क्या आप उन रणनीतियों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं जो मैंने अतीत में आजमाएं हैं क्या मैं इसका निश्चित उत्तर दे सकता हूं यदि मैं एक निश्चित उत्तर देने में सक्षम हूं तो मुझे इसका मेटाकॉग्निटिव ज्ञान है मेरे पास प्रत्येक रणनीति के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य हैनहीं है जिसका मैं उपयोग करता हूं जब मैं अध्ययन करता हूं तो मुझे उन रणनीतियों के बारे में जानकारी है नहीं है जिनका मैं अध्ययन करने में उपयोग करता हूंI हम में से हर एक प्रत्येक विषय का अध्ययन करने के लिए अपनी रणनीति विकसित करता है कुछ विषय हमें आसान लगते हैं कुछ कठिन इसलिए हम एक आसान विषय या अधिक जटिल विषय का अध्ययन करने के लिए अपनी स्वयं की रणनीतियों पर काम करेंगे मैं अपने आप को सहायक शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करते हुए नहीं करते हुए खुद ब खुद पाता हूं अब ज्ञान के इस अनुप्रयोग का एक और पहलू कुछ शर्तों के साथ प्रस्तुत किया गया है जब मैं विषय के बारे में कुछ जानता हूं तो मैं अच्छे से सीखता या नहीं सीखता हूं अब हालत यह है कि जब मैं उस विषय के बारे में कुछ जानता हूं तो मैं अच्छे से सीख रहा हूं या नहीं मुझे कम से कम या तो जवाब देने में सक्षम होना चाहिए मैं स्थिति के आधार पर विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करता हूं नहीं करता हूं मैं जरूरत पड़ने पर सीखने के लिए खुद को प्रेरित कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं मैं अपनी कमजोरियों की भरपाई के लिए अपनी बौद्धिक शक्तियों का उपयोग करता हूं नहीं करता हूं मुझे पता हैनहीं पता है कि मैं किसी भी रणनीति का उपयोग करता हूं यह सबसे प्रभावी होगा अब हम मेटाकोग्निटिव विनियमन या नियंत्रण के बारे में बात करते हैं यह बताता है कि शिक्षार्थी अपनी मेटाकोग्निटिव प्रक्रियाओं की निगरानी और नियंत्रण कैसे करते हैं निगरानी वाले हिस्से पर पहले से ही ध्यान दिया जा चुका है अब हम अपनी स्वयं की मेटाकोग्निटिव प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के बारे में बात करते हैं किसी कार्य को शुरू करने से पहले मैं विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करता या नहीं करता हूं यह नियंत्रण का एक तरीका है मैं एक कार्य निर्धारित करता हूं और मैं उसी की ओर काम करता हूं मैं शुरू होने से पहले सामग्री के बारे में खुद से सवाल पूछता नहीं पूछता हूं तो शुरू करने से पहले आप पूछते हैं कि यह क्या है क्या मुझे इसके बारे में कुछ पता है अगर मैं अपने आप से कुछ सवाल करता हूं तो संभवतः मैं बेहतर सीख सकता हूं मैं जानकारी को और अधिक सार्थक बनाने के लिए अपने स्वयं के उदाहरण नहीं बनाता बनाता हूं यह बहुत अच्छी रणनीतियों में से एक है जिसका उपयोग मैं अपने स्वयं के उदाहरण बनाने के लिए कर सकता हूं अगर मैं अपना खुद का उदाहरण बनाने में सक्षम हूं मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं लेकिन यहां हम कॉग्निटिव प्रक्रिया की प्रक्रिया के रूप में अपने स्वयं के उदाहरण बनाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं समझ तात्कालिकता एक कॉग्निटिव प्रक्रिया है लेकिन बेहतर समझ के तरीके के रूप में खुद की उदाहरण बनाने के लिए मैं जिस रणनीति का पालन करना चाहता हूं वह है मेटाकॉग्निटिव विनियमन सीखने के दौरान मुझे समझने में मदद करने के लिए मैं चित्र बनाता या नहीं बनाता हूं मैं अपनी समझ को जाँचने के लिए नियमित रूप से रुकता हूं नहीं रुकता हूं यानी कि मैं एक पैराग्राफ या कुछ वाक्य पढ़ता हूं विराम देता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि मैं समझ गया हूं तो अपने आप को रोकना एक मेटाकॉग्निटिव विनियमन है मैं कुछ नया सीखने के दौरान खुद से सवाल पूछता हूं नहीं पूछता हूं जब मैं कुछ नहीं समझ पाता हूं तो मैं दूसरों से मदद माँगता नहीं माँगता हूँ ये सभी बातें हम सभी के लिए काफी सामान्य हैं फिर हम उस बारे में क्यों बात कर रहे हैं आइए हम इसे फिर से देखते हैं मेटा होने का अर्थ है अपने स्वयं के बौद्धिक प्रदर्शन का दर्शक बनना उदाहरण के लिए एक शिक्षक के रूप में "यदि मैं स्वयं का निरीक्षण करना सीख सकता हूँ तो मैं एक बेहतर शिक्षक बन सकता हूँ अगर मुझे नहीं पता कि मैं अपने आप को कैसे देखूं जिस तरह से मैं बोल रहा हूं जिस तरह से मैं संशोधन कर रहा हूं जिस तरह से मैं दर्शकों को उनकी आंखों में देख रहा हूं या उनकी शारीरिक हाव भाव की व्याख्या कर रहा हूं मैं किस समय रुक रहा हूं मैं कैसे मेरी आवाज़ को संशोधित कर रहा हूं" यह एक शिक्षक के रूप में यदि आप स्वयं का निरीक्षण करने में सक्षम हैं तो मैं एक बेहतर शिक्षक बन सकता हूं लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि मुझे खुद का निरीक्षण कैसे करना है तो मैं अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार नहीं कर सकता हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं जब हम इसे तुरंत करते हैं लेकिन एक प्रक्रिया में सुधार करना बहुत मुश्किल है जिसमें हम लगे हुए हैं अगर हमें इस बात की समझ नहीं है कि हम उस समय क्या कर रहे हैं उदाहरण के लिए अगर मैं खुद को एक शिक्षक के रूप में निरीक्षण करना नहीं सीख पा रहा हूं तो इन दिनों हमारे पास उपकरण हैं मैं सिर्फ एक वीडियो कैमरा लगा सकता हूं इसे रिकॉर्ड कर सकता हूं और खुद को देख सकता हूं कि मैं वास्तव में कैसा प्रदर्शन कर रहा हूं सभी खेलों में अक्सर इसका उपयोग किया जाता है इसलिए जब आप खेल रहे हों या जब आप गेंद को मार रहे हों या फेंक रहे हों या गेंदबाज़ी कर रहे हों या जो कुछ भी आप इन दिनों कर रहे हों तो आपके पास इसे रिकॉर्ड करने और इसे धीमी गति से चलाने के लिए उत्कृष्ट उपकरण हैं ताकि क्षणों के सभी छोटे विवरणों का निरीक्षण कर सके और यह बहुत मददगार हैं तो यह मेटा होना हुआ कॉग्निटिव कार्य अक्सर अदृश्य होते हैं और उनका सीधे निरीक्षण नहीं किया जा सकता है हमारे दिमाग में वास्तव में क्या हो रहा है एक शिक्षक खुद का निरीक्षण कर रहा है या एक शिक्षक यह निरीक्षण कर रहा है कि हर एक छात्र के मस्तिष्क में क्या चल रहा है जाहिर है अदृश्य है आप केवल अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के शारीरिक हाव भाव से कक्षा के मामले में व्याख्या कर सकते हैं अब हमें मेटाकॉग्निशन के बारे में क्यों चिंतित होना चाहिए यह ज्ञात है उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को जन्मजात बेहतर मेटाकॉग्निटिव कौशल का अनुभव होता है इसका मतलब है बेहतर प्रदर्शन और बेहतर मेटाकॉग्निटिव कौशल एक साथ चलते हैं इसलिए यदि हमारे पास उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं तो आपको उनके मेटाकॉग्निटिव ज्ञान और नियंत्रण के बारे में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कमजोर छात्रों के पास आमतौर पर अन्य चीजों के अलावा खराब मेटाकॉग्निशन होती है उनके पास खराब कॉग्निटिव क्षमता के साथ साथ खराब मेटाकॉग्निटिव क्षमता भी हो सकती है और आस पास के किसी भी व्यक्ति के लिए खराब मेटाकॉग्निशन अक्षमता का एक बड़ा हिस्सा है अब यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है क्योंकि अब हमारे पास दुनिया भर में शिक्षा की नीतियां हैं ताकि हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार खुद को शिक्षित करने के अवसर प्रदान किए जाएं आपके पास केवल अच्छे छात्रों का चयन करने की विलासिता नहीं है शिक्षकों के रूप में आपको अपनी कक्षा में आने वाले लोगों के लिए तैयार रहना होगा आप एक संस्थान से संबंधित होंगे संस्थानों में छात्रों के लिए एक चयन प्रक्रिया होती है और यदि छात्र कमजोर होते हैं तो वे कमजोर होते हैं और आपको उनके साथ काम करना पड़ता है और आमतौर पर कमजोर छात्रों में कमजोर मेटाकॉग्निटिव क्षमता होती है जब तक आप मेटाकॉग्निटिव क्षमता पर ध्यान नहीं देते हैं और उस क्षमता को सुधारने की दिशा में काम नहीं करते हैं तब तक आप परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते खराब मेटाकॉग्निशन कौशल वाले छात्र कैसे व्यवहार करते हैं वे अपने अध्ययन के समय को समय से पहले यह सोचकर छोटा कर देते हैं कि उन्हें पाठ्यक्रम सामग्री में महारत हासिल है जिसे वे मुश्किल से जानते हैं आप यह विचार कर सकते हैं कि मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए पढ़ कर समझ सकता हूं यह एक बुरा मेटाकॉग्निटिव निर्णय है या उनकी समझ के स्तर में मोटे तौर पर अति आत्मविश्वास उन्हें लगता है कि वे वास्तव में समझ के बिना समझ गए हैं या परीक्षण में उनके प्रदर्शन को कम या ज्यादा आंकते हैं इसका मतलब है उनके द्वारा प्राप्त वास्तविक अंक या ग्रेड उनके अनुमान से बहुत अलग होंगे और वे खराब अध्ययन निर्णय लेते हैं अध्ययन के निर्णय जैसे मुझे केवल अंतिम परीक्षा से पहले लगभग 4 5 दिनों तक पढ़ने की आवश्यकता है मुझे कक्षा में विचार करने के तुरंत बाद इस सामग्री को नहीं देखना है तो इस तरह के अध्ययन के फैसले खराब मेटाकॉग्निशन वाले छात्रों में बहुत खराब हैं मेटाकॉग्निशन के क्या लाभ हैं यदि मैं सीख सकता हूं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास यह है या नहीं है कोई भी अपनी मेटाकॉग्निशन में सुधार कर सकता है इसलिए किसी को अपनी स्वयं की मेटाकॉग्निशन को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए या शिक्षक को कक्षा में कुछ ऐसी चीजें करने में सक्षम होना चाहिए जो कि मेटाकॉग्निशन के सुधार की सुविधा प्रदान करती हैं लेकिन हमें मेटाकॉग्निशन में सुधार क्यों करना चाहिए मेटाकॉग्निटिव अभ्यास से शिक्षार्थियों को अपनी प्रगति की निगरानी करने और अपने स्वयं के सीखने पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है यदि आप याद करें तो स्वयं की शिक्षा को नियंत्रित करना आजीवन सीखने के कार्यक्रम परिणाम की आवश्यकताओं में से एक है आजीवन शिक्षा केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब छात्र अपने शिक्षण पर नियंत्रण कर सकते हैं इसका मतलब है अगर उनके पास यह मेटाकॉग्निटिव कौशल नहीं है तो वे इस विशेष कार्यक्रम के परिणाम को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे शिक्षार्थियों में मेटाकॉग्निटिव अभ्यास का सुधार करना किसी भी कॉग्निटिव सीमाओं के लिए क्षतिपूर्ति कर सकता है सभी छात्रों में एक ही कॉग्निटिव क्षमता नहीं होगी कुछ लोग बहुत तेजी से समझते हैं वे बहुत तेजी से निष्कर्ष पर आ सकते हैं जो कुछ अर्थों में आनुवंशिक उपहार है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ऐसा ही रहना है आप कुछ निश्चित आवासों के माध्यम से अपने कॉग्निटिव सीमा के लिए क्षतिपूर्ति कर सकते हैं मेटाकोग्निटिव अभ्यास उम्र कॉग्निटिव क्षमता और सीखने के क्षेत्र की शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार कर सकती है यदि एक बार मेटाकोग्निटिव अभ्यास में सुधार होता है तो किसी भी कॉग्निटिव क्षमता के किसी भी आयु वर्ग या किसी भी सीखने के क्षेत्र के लिए लाभदायक हो सकता है मेटाकोग्निटिव कौशल छात्रों को एक संदर्भ से दूसरे तक या एक कार्य से एक नए कार्य के लिए जो कुछ सीखा है उसे स्थानांतरित करने में मदद करता है तो एक मेटाकोगेक्टिव कौशल एक सामान्य कौशल की तरह अधिक है यह एक विशेष अनुशासन के लिए विशिष्ट नहीं है इसलिए एक बार जब आप अधिग्रहित हो जाते हैं तो आप किसी भी विषय पर जिस पर आप काम कर रहे हैं आवेदन करने में सक्षम होंगे मेटाकॉग्निशन में निर्देश अब हम विशेष रूप से एक शिक्षक और उसके छात्रों के संबंध में आ रहे हैं निर्देश मेटाकॉग्निशन सोच और सीखने के कौशल का एक प्रदर्शन विकसित करने में मदद करता है कक्षा में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है एक छात्र को अपने सीखने को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करता है और निर्णय लेने और लक्ष्य निर्धारण कौशल में सुधार करता है हम वास्तव में पहले से बताई गई बातों को दोहरा रहे हैं इन बातों को थोड़ा अलग तरीके से दोहराते हुए मेटाकाग्निशन के महत्व पर जोर दे रहे हैं निर्देश छात्रों को अपनी सोच की गुणवत्ता का आकलन करने में सक्षम बनाता है यह तय करने में मदद करता है कि सीखने की स्थितियों में किस रणनीति का उपयोग करना है आवश्यक कौशल और रोज़गार कौशल को मजबूत करता है यही निर्देश मेटाकॉग्निशन का लक्ष्य है शिक्षक क्या कर सकते हैं विशेष रूप से जो आप कक्षा में कर सकते हैं सीखने के लक्ष्यों को स्पष्ट करें और छात्रों को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में रणनीति और अपनी प्रगति की निगरानी के तरीकों की योजना बनाने में मदद करें आप सीखने के लक्ष्यों को कैसे प्रस्तुत करते हैं या तो मौखिक रूप में या ग्राफिक रूप में या अवधारणा मानचित्र का उपयोग करें कुछ भी जो छात्रों को रणनीति बनाने में मदद करता है सहकारी समूह के कामों को प्रोत्साहित करें जहां निर्धारित कार्यों के लिए छात्रों को अपनी समझ पर चर्चा करने अपने स्वयं के काम और समूह के काम का मूल्यांकन करने और उनके सीखने पर प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता होती है मेटाकॉग्निशन को बेहतर बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक सहकारी समूह कार्य को प्रोत्साहित करना है या तो कुछ चर्चा करने के लिए साहित्य में आप एक नाटक में एक विशेष कार्य कर सकते हैं और छात्रों को एक सहकारी समूह के रूप में एक दूसरे के साथ बातचीत करने या एक समूह के रूप में थोड़ी अधिक जटिल समस्या को हल करने के लिए कह सकते हैं बहुत सहकारी समूह गतिविधि छात्र को अपनी स्वयं की मेटाकॉग्निटिव क्षमता को जांचने की सुविधा प्रदान करेगी कक्षा में स्व मूल्यांकन का उपयोग करें ताकि मेटाकॉग्निटिव कौशल को बढ़ावा दे सकें रिसिप्रोकल शिक्षण की कोशिश करें एक छात्र को दूसरे छात्र से पढ़ाने के लिए कहे यह एक विशेष अनुदेशात्मक विधि रिसिप्रोकल शिक्षण है और शिक्षक और सहकर्मी से बातचीत का उपयोग करें जो कि मेटाकॉग्निटिव विकास करने में मदद करता है और धीरे धीरे इस बाहरी या समर्थित निगरानी और नियंत्रण से अधिक आंतरिक रूप से मेटाकॉग्निटिव प्रक्रियाओं के संक्रमण को प्रोत्साहित करता है यानी कि यदि आपकी धारणा में वे छात्र जिनके मेटाकॉग्निटिव कॉग्निशन का स्तर बहुत खराब है तो आप समर्थित बातचीत के साथ काम करते हैं इसका मतलब है कि आप किसी साधारण चीज से शुरू करते हैं और आपके द्वारा हल करने के बाद फिर उच्च स्तर पर जाते हैं और आप धीरे धीरे समर्थित से संक्रमण को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें अधिक से अधिक स्वतंत्र बनाने की कोशिश करते हैं बहुत ही खराब मेटाकॉग्निटिव कौशल के मामले में कक्षा में रणनीतियों की चर्चा को प्रोत्साहित करके सीखने की रणनीतियों के बारे में सीखने वालों के विकास पर ध्यान केंद्रित करें इसलिएआप छात्रों से पूछ सकते हैं कि वे किस रणनीति का पालन कर रहे हैं और दूसरों के साथ साझा करें कक्षा में उन रणनीतियों पर चर्चा करें ऐसा करने से छात्र अब रणनीतियों के बारे में जागरूक होने लगते हैं और यदि उन्हें लगता है कि कोई और रणनीति उनके लिए काम कर सकती है तो वह कोशिश कर सकते हैं कुछ कार्य की कठिनाई के स्तर पर विकल्प बनाने की अनुमति देकर शिक्षार्थी की स्वायत्तता का समर्थन करें इस तरह शिक्षक इनमें से किसी भी तरीके को बेहतर बनाने के लिए अनुसरण कर सकते हैं और कुछ रणनीति किसी संदर्भ में काम करती हैं कुछ अन्य संदर्भ में काम नहीं करती हैं और कुछ को अधिक समय लगता है कुछ को कम समय लगता है इसलिए शिक्षक इन रणनीतियों के संयोजन के लिए सबसे अच्छा निर्णायक बन जाता है जिसका उपयोग वह छात्रों की मेटाकॉग्निशन को सुधारने के लिए कर सकता है इसलिए निष्कर्ष में मेटाकॉग्निशन निश्चित रूप से छात्र की व्यस्तता को बढ़ा सकता है क्योंकि वह होशपूर्वक उसके साथ अध्ययन कर रहा है और मेटाकॉग्निशन में छात्रों को अपने स्वयं के सीखने का प्रभार लेने और छात्रों के सीखने की सार्थकता को बढ़ाने की क्षमता है तो उस हद तक शिक्षक को छात्रों के मेटाकॉग्निशन मेटाकॉग्निटिव गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सचेत प्रयास करना चाहिए जो छात्रों का ज्ञान के साथ जुड़ने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है जो उन्हें प्रदान किया जा रहा है ये कुछ संसाधन हैं कोई भी इस पर लॉग इन कर सकता है और थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है और यहाँ अभ्यास के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभवों से अपर्याप्त मेटाकोग्निटिव जागरूकता के दो उदाहरणों का वर्णन करें अपने या कक्षा में और इसी तरह अपने व्यक्तिगत अनुभवों से अपर्याप्त मेटाकॉग्नेटिव विनियमन के दो उदाहरण दें वास्तव में यह बहुत सरल है कई छात्र केवल अध्ययन करने के लिए परीक्षा से पहले बहुत कम घंटे या बहुत कम दिनों की संख्या देते हैं मुझे यकीन है कि सभी शिक्षकों ने उस स्थिति का अनुभव किया होगा लेकिन इसके बजाय यदि आप अपर्याप्त मेटाकॉग्नेटिव विनियमन के कुछ उदाहरण दे सकते हैं तो यह अच्छा होगा प्रशिक्षक के साथ साझा करने के लिए धन्यवाद वे हमारे लिए उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में काम करेंगे और अगली इकाई में हम सीखने के अफेक्क्टिव क्षेत्र की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे हमने तीन क्षेत्रों के बारे में बात की कॉग्निटिव क्षेत्र अफेक्क्टिव क्षेत्र और साइकोमोटिव क्षेत्र और हमने कॉग्निटिव प्रक्रियाओं कॉग्निटिव क्षेत्र को संबोधित करने के लिए ज्ञान श्रेणियों पर यह सब समय बिताया अगली इकाई में हम सीखने के अफेक्क्टिव क्षेत्र को देखेंगे